तो यह सिंक्रोनस मशीन या सबसे महत्वपूर्ण मशीनों में से एक है जो आमतौर पर जनरेटर के रूप में उपयोग की जाती हैं इसलिए मैं कहूंगा कि सभी पावर स्टेशन आमतौर पर सिंक्रोनस जनरेटर का उपयोग करते हैं या हम अल्टरनेटर कह सकते हैं इनका उपयोग आमतौर पर सभी बिजलीघरों में तीन चरण बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है और आम तौर पर अगर हम एनटीपीसी या एनपीसी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन NPC - Nuclear Power Corporation और एनटीपीसी जैसे स्ट्रीम टरबाइन संचालित पावर स्टेशन को देख रहे हैं तो दोनों आमतौर पर जनरेटर का उपयोग करते हैं जो 3000 rpm पर काम करते हैं जबकि अगर हम हाइड्रो टरबाइन को देख रहे हैं जो वहाँ पैदा करने वाले स्टेशनों में हैं जो एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के अनुरूप हैं ये सभी सामान्य रूप से कम गति पर काम करते हैं तो मैं कहूँगा कि यह 500 rpm के आसपास है यह कभी कभी कम भी हो सकता है तो यह वास्तव में कम गति हैजिस पर वे भाप टरबाइन पावर स्टेशनों की तुलना में काम करते हैं ऑपरेशन के बुनियादी सिद्धांत यदि आप एक जनरेटर की तलाश करते हैं तो सबसे पहले जनरेटर को देखें क्योंकि वह प्राथमिक अनुप्रयोग है इसलिए अगर मैं फिर से जा रहा हूं तो मेरे पास एक स्टेटर और एक रोटर होगा तो स्टेटर में मैं शायद तीन चरण वाइंडिंग करने जा रहा हूं इसलिए मुझे इसे A और Al कहने दे मैं एक और जोड़ी बनाने जा रहा हूं जो वास्तव में B और Bl हैं मैं उन्हें वितरित नहीं दिखा रहा हूं मैं उन्हें केंद्रित दिखा रहा हूं लेकिन वे केंद्रित नहीं हैं उन्हें सामान्य रूप से वितरित किया जाएगा जिसका अर्थ है कि यह कई स्लॉट्स पर वितरित होने जा रहा है लेकिन मैं इसे दिखा रहा हूं जैसे कि यह केंद्रित है तो यह फिर से B और Bl होने जा रहा हैl और तीसरा मैं C और Cl करने जा रहा हूंl ये तीन चरण के वोल्टेज हैं इसलिए तीन चरण के वोल्टेज उत्पन्न होने वाले हैं अगर मुझे लगता है कि यह चुंबक होने जा रहा है तो कृपया ध्यान दें कि इस विशेष मशीन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट या स्थायी चुंबक होने जा रहा है तो रोटर में मैग्नेट शायद इलेक्ट्रोमैग्नेट शायद स्थायी चुंबक शामिल होंगे जबकि स्टेटर तीन चरण घुमावदार होने जा रहा है इसलिए रोटर क्षेत्र प्रणाली को घर देगा जबकि मैं इन्हें आर्मेचर के रूप में रखने जा रहा हूं स्टेटर सामान्य रूप से आर्मेचर से मिलकर बना है मैं इस तरह से संरचना करने जा रहा हूं ऐसा क्यों है हम थोड़ा चर्चा भी करेंगे लेकिन अगर मैं अनिवार्य रूप से संरचना कुछ इस तरह से कर रहा हूं मेरे पास होगा अगर मुझे लगता है कि यह एंटीक्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है पहले मैं A और Al में EMF प्रेरित करने जा रहा हूं फिर 120 डिग्री के बाद क्योंकि बिल्कुल B चरण घुमावदार 120 डिग्री से विस्थापित है मैं B में EMF प्रेरित करने जा रहा हूं फिर मैं C में EMF प्रेरित करने जा रहा हूं तो मैं तीन चरण के EMF को तीन बाइंडिंग में प्रेरित करने जा रहा हूं एक सिग्नल चुंबक घूमने के कारण एक दूसरे से स्वतंत्र इसलिए मैं वास्तव में महान विश्लेषण में जाए बिना भी कह सकता हूं कि रोटर DC द्वारा उत्साहित हो सकता है यहां तक कि अगर मैं इसे DC द्वारा उत्तेजित करता हूं तो मैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बनाऊंगा जो प्रवाह का एक निरंतर मूल्य होगा जो इन दो ध्रुवों उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के कारण बनाया जाएगा केवल एक चीज है मुझे इसे एक विशेष गति से शारीरिक रूप से घुमाने की व्यवस्था करनी है तो शायद 3000 rpm शायद जो भी गति है जिसके अनुसार मैं आवृत्ति प्राप्त करने जा रहा हूं तो मैं कहूंगा कि यहां शाफ्ट है मेरे पास यहां शाफ्ट है शाफ्ट चुंबक को उस गति से घुमाने के लिए जा रहा है जो कि प्राइम मूवर द्वारा निर्धारित किया गया है और प्राइम मॉवर की गति को पावर स्टेशन अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा उस आवृत्ति के अनुसार जिसे उत्पन्न करने की आवश्यकता है इसलिए उदाहरण के लिए अगर यह एक दो ध्रुव मशीन होने जा रहा है तो मूल रूप से इस विशेष उत्तरी ध्रुव का सामना चरण बाइंडिंग करने जा रहा हैजो हर चक्कर के दौरान एक हर चक्कर के चरण का सामना कर रहा है इसलिए यदि मैं चाहता हूं 50 हर्ट्ज तो मूल रूप से ये उत्तरी ध्रुव 50 हर्ट्ज के अनुरूप A चरण घुमावदार के संपर्क में आना चाहिए तो यह 1 सेकंड में शायद 50 गुना होना चाहिए यही कारण है जब मैं वास्तव में 50 हर्ट्ज वरसेस इन्ड्यूस को प्राप्त करने में सक्षम होऊंगा तो प्रति सेकंड चक्कर या प्रति मिनट चक्कर से अप्रत्यक्ष रूप से यह तय होता है कि चरण वाइंडिंग्स में किस आवृत्ति को प्रेरित किया जाता है तो अगर दो ध्रुव है घूर्णन इस तरह से होना चाहिए कि मूल रूप से सकारात्मक आधा चक्र यहाँ प्रेरित हो और नकारात्मक आधा चक्र यहाँ प्रेरित हो एक ही पल Al में इसलिए यह अनिवार्य रूप से होगा अगर यह दो ध्रुव है तो वास्तव में 50 हर्ट्ज प्रेरित होगा अगर मैं इस विशेष रूप से 50 हर्ट्ज के लिए चक्कर या चक्कर गति के लिए जा रहा हूं जो प्रति सेकंड चक्कर है इसे हमने इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड के रूप में लिखा था यही बात इस विशेष मामले में भी अच्छी है इसलिए अनिवार्य रूप से जिस गति से मेरा प्राइम मूवर चुंबक को घुमा रहा है जिसे मूल रूप से सिंक्रोनस गति के रूप में जाना जाता है जो यह तय करेगा कि प्रत्येक चरण वाइंडिंग में आवृत्ति क्या है अगर मेरे पास केवल दो पोल हैं तो मुझे हर क्रांति के लिए केवल एक बार A चरण प्रणाली के उत्तरी ध्रुव का सामना करना पड़ेगा इसके बजाय अगर मैं एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होने जा रहा हूं तो वास्तव में खुद को दो बार दोहरा रहा हूं तो शायद यह उत्तरी ध्रुव है यह दक्षिणी ध्रुव है यह उत्तरी ध्रुव है और यह दक्षिणी ध्रुव है फिर क्या होने जा रहा है उत्तरी ध्रुव का सामना A चरण में दो बार होने वाला है जिससे प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति आगे बढ़ सकती है इसलिए मैं अधिक से अधिक आवृत्तियों को प्राप्त करने में सक्षम होऊंगा अगर मैं फील्ड सिस्टम को उच्च गति से घुमाता हूं या यदि मैं पोल की संख्या को गुणा करता हूं किसी भी तरह से मुझे उच्च आवृत्ति प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए आम तौर पर भाप टरबाइन आधारित अल्टरनेटर जो थर्मल पावर स्टेशनों में काम कर रहे होते हैं वे बहुत बड़ी गति से काम करते हैं जो सामान्य रूप से 3000 आरपीएम होता है एक नियम के रूप में भाप टरबाइन आधारित अल्टरनेटर 3000 आरपीएम पर काम करने जा रहे हैं जिसका मतलब है कि इस मामले में मेरे पास केवल दो पोल होंगे या एक पोल जोड़ी होगी जिसका मतलब है कि इस 3000 आरपीएम के लिए मैं सीधे 50 हर्ट्ज प्राप्त कर सकता हूं जबकि यदि मैं हाइड्रो अल्टरनेटर को देखता हूं तो आम तौर पर सभी हाइड्रो टरबाइन आधारित अल्टरनेटर केवल 500 या 475 के आसपास और इसी तरह बहुत कम गति से घूमने वाले हैं जिसका मतलब है कि अगर मैं 50 हर्ट्ज प्राप्त करना चाहता हूं तो मुझे आवश्यक रूप से अधिक संख्या में ध्रुवों की आवश्यकता है इसलिए आम तौर पर यह दो पोल प्रणाली होगी हमेशा जब भी मैं एनटीपीसी पावर स्टेशन या एनपीसी पावर स्टेशन के बारे में बात करता हूं l जबकि जब भी मैं हाइड्रोपावर स्टेशन के बारे में बात करने जा रहा हूं मेरे पास कम गति 50 हर्ट्ज होगा अभी भी 50 हर्ट्ज की आवश्यकता है जिसका मतलब है कि मेरे पास 10 पोल या 12 पोल या जो कुछ भी होगा आमतौर पर हाइड्रो अल्टरनेटर में ध्रुवों की बड़ी संख्या देखी जा सकती है इसलिए जब भी मैं छोटी संख्या में ध्रुवों के बारे में बात कर रहा हूं इसका मतलब है कि मैं उच्च गति के बारे में बात कर रहा हूं और अगर मैं उच्च गति के बारे में बात कर रहा हूं यदि यह एक बड़ी संरचना है जो बहुत तेज गति से घूमती है और यदि आप वास्तव में रैखिक वेग को देखते हैं तो रोटर के परिधि के आसपास या उसके आसपास क्या हो रहा है यह रोटर की परिधि के चारों ओर बहुत अधिक होने वाला है तो आप यह देखने जा रहे हैं कि आम तौर पर किसी प्रकार की विकृति होगी अगर रोटर इस तरह एक फैलने वाली संरचना होने जा रहा है हम कहते हैं कि संरचना के साथ यह मेरी रोटर है यह शाफ्ट है इसलिए शायद यहाँ उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होगे यदि यह इस तरह की एक संरचना है तो मेरे पास मूल रूप से भारी मात्रा में केन्द्रापसारक बल होंगे जो छोर की ओर काम करते हैं इसलिए यदि वे उभरी हुई सतहों की ओर काम कर रहे हैं तो वे घुमावदार को ख़राब कर सकते हैं हम नहीं चाहते कि विकृति हो खासकर जब वे बहुत बड़ी गति से काम कर रहे हों यही कारण है कि हमेशा हम पोल के रूप में एक बेलनाकार संरचना बनाते हैं लेकिन हम वाइंडिंग को केवल यहां रखेंगे फिर क्या होगा अगर मैं यहां डॉट और यहां क्रोस से गुजरता हूं तो हो सकता है कि मैं वहां उत्तरी ध्रुव और यहां दक्षिण ध्रुव बनाऊं बीच के हिस्से में बिल्कुल भी वाइंडिंग नहीं लगेगी तो यह एक बेलनाकार संरचना है कम से कम इसके पास विकृत होने का अधिक अवसर नहीं होगा तो बेलनाकार पोल रोटर का उपयोग आमतौर पर उच्च गति वाले अल्टरनेटर में किया जाता है जो भाप टरबाइन के अनुरूप होता है जबकि यह सेल्यन्ट पोल है इसलिए यदि मैं वास्तव में 4 ध्रुव दिखाता हूं तो मैं अनिवार्य रूप से इस तरह की संरचना करने जा रहा हूं और मैं यहां एक पोल करने जा रहा हूं यहां एक और पोल बेशक एक समान मोटाई होगी ऐसे नहीं कि जैसे मैंने यहां एक पोल दिखाया है और यहां एक और पोल इसलिए मैं अनिवार्य रूप से 4 ध्रुवों को इस तरह फैला रहा हूं तो इस मामले में हम इसे सेल्यन्ट पोल कहते हैं क्योंकि वे विशेष रूप से कुछ अंशों को उजागर करते हैं तो यह वास्तव में फैलता है और उस हिस्से को पोल के सेल्यन्ट भाग के रूप में जाना जाता है तो यह एक सेल्यन्ट पोल अल्टरनेटर है तो हमारे पास बेलनाकार पोल अल्टरनेटर और सैलिएंट पोल अल्टरनेटर हैं सिंक्रोनस जनरेटर वास्तव में अल्टरनेटर के रूप में जाने जाते हैं इसलिए मेरे पास एक चरण या तीन चरण का अल्टरनेटर हो सकता है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वह तीन चरण का अल्टरनेटर है इसलिए यदि तीन चरण के अल्टरनेटरों में बेलनाकार रोटर संरचना या सैलिएंट रोटर संरचना हो सकती है बेलनाकार रोटर संरचना आम तौर पर बहुत बड़े वेग के अनुरूप होती है जबकि सैलिएंट ध्रुव संरचना आमतौर पर छोटे वेगों के अनुरूप होगी और छोटी गति आमतौर पर हाइड्रो अल्टरनेटर में होती है और बड़ी गति सामान्य रूप से भाप टरबाइन आधारित बिजली स्टेशनों में होती है जो NTPC और NPC पावर स्टेशन हैं तो एक अल्टरनेटर की मूल संरचना के लिए बहुत कुछ ऐसा है जो अधिकांश पावर स्टेशन में उपयोग किया जाता है वाइंडिंग्स होने के बजाय फील्ड सिस्टम में चुंबकत्व बनाएं हमारे पास घुमावदार होने के बजाय स्थायी मैग्नेट भी हो सकते हैं मेरे पास एक वास्तविक चुंबकीय भी हो सकता है जो स्वाभाविक रूप से उपलब्ध है मैं एक चुंबक को ठीक से आकार देने की कोशिश कर सकता हूं और मैं इसे रोटर संरचना में रख सकता हूं जिस स्थिति में मुझे वास्तव में उत्तेजना के लिए किसी भी घुमावदार पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा तो मैं तीसरे प्रकार का होने जा रहा हूं बेलनाकार ध्रुव सेल्यन्ट पोल के अलावा यह स्थायी चुंबक तुल्यकालिक जनरेटर हो सकता है तो आम तौर पर यह PMSG के रूप में जाना जाता है इसलिए स्थायी चुंबक सिंक्रोनस जेनरेटर लगभग 4 5 साल पहले भी लगभग 30 किलो वाट या 40 किलो वाट की रेटिंग के लिए उपलब्ध था हाल ही में वे मेगावाट स्तर के रेटिंग के लिए उत्पादित किए गए हैं 5 मेगावाट उन जनरेटर में से एक है जिनका उपयोग पवन ऊर्जा रूपांतरण प्रणाली के साथ किया जा रहा है इसलिए स्थायी चुंबक सिंक्रोनस जेनरेटर के प्रमुख फायदे हैं रोटर में कोई घुमावदार नहीं इसलिए कोई समस्या नहीं है भले ही यह वास्तव में बहुत तेज गति से चल रहा हो यह केन्द्रापसारक बल के कारण किसी भी घुमावदार को फेंकने वाला नहीं है तो यह एक समस्या नहीं है जबकि घाव क्षेत्र रोटर के मामले में हमें सावधान रहना होगा जब भी यह बहुत तेज गति से काम कर रहा हो यही कारण है कि घुमावदार केन्द्रापसारक बलों के कारण रोटर के स्लॉट से बाहर आ सकते हैं तो यह एक बड़ी समस्या हो सकती है जब मैं मशीन को बहुत बड़ी गति पर काम करवाता हूं तो स्थायी चुंबक तुल्यकालिक जनरेटर उस मामले में बहुत फायदेमंद हैं लेकिन इससे निश्चित रूप से नुकसान भी है प्रमुख नुकसान में से एक नुकसान बेलनाकार पोल या सेल्यन्ट पोल में है मैं वास्तव में एक करंट इंजेक्ट कर रहा हूं डीसी करंट और मैं चुंबक बना रहा हूं इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की ताकत बेलनाकार ध्रुव के साथ साथ सेल्यन्ट पोल अल्टरनेटर के मामले में विविध हो सकती है सामान्य तौर पर मैं इन दोनों चीजों को एक साथ घाव क्षेत्र रोटर के रूप में कह सकता हूं जिसका मतलब है कि मैं फील्ड वाइंडिंग करने जा रहा हूं जबकि स्थायी चुंबक में मुझे इस क्षेत्र को घुमावदार नहीं करना है इसलिए मैं घाव क्षेत्र के रोटर को सामान्य शब्दावली कहूंगा चाहे वह सेल्यन्ट पोल या बेलनाकार पोल रोटर हो केवल एक चीज मैं डीसी करंट को इंजेक्ट करके एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने जा रहा हूं जबकि स्थायी चुंबक रोटर में मुझे किसी भी डीसी करंट को इंजेक्ट नहीं करना पड़ता है यह स्वाभाविक रूप से चुंबकित होता है क्योंकि मैं एक प्राकृतिक चुंबक का उपयोग करने जा रहा हूं जो पहले से ही प्रकृति में उपलब्ध है तो यह वास्तव में मुझे निश्चित रूप से किसी भी घुमावदार नहीं होने का लाभ देता है मेरे पास क्षेत्र के अनुरूप कोई I2R नुकसान नहीं होगा लेकिन मैं निश्चित रूप से उत्तेजना पर कोई नियंत्रण नहीं रखने जा रहा हूं उत्तेजना लगभग स्थिर मान की तरह है और दूसरी बात यह है कि स्थायी मैग्नेट बहुत स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं हैं और यह वास्तव में चीन द्वारा निर्धारित है इसलिए हम वास्तव में और हमारी दुनिया को स्थायी चुंबक की खरीद के साथ बहुत सारी समस्याएं आती हैं और चीन का एक एकाधिकार है जिसके कारण वे कीमत को किसी भी हद तक बढ़ा सकते हैं जो वे चाहते हैं इसलिए वास्तव में स्थायी चुंबक मशीन का निर्माण करना मुश्किल हो रहा है अन्यथा स्थायी चुंबक मशीन वास्तव में किसी भी घुमावदार नहीं होने के संदर्भ में वास्तव में अच्छी हैं हालांकि उनका उत्तेजना पर बहुत अधिक नियंत्रण नहीं है इसलिए हम यह देखने जा रहे हैं कि हम स्टेटर में आर्मेचर और रोटर को फील्ड क्यों कर रहे हैं कृपया याद रखें मैं डीसी मशीन के मामले में जा रहा हूं मेरा क्षेत्र हमेशा स्टेटर में था और आर्मेचर हमेशा रोटर में था जबकि अगर मैं सिंक्रोनस मशीन को देखता हूं तो फील्ड रोटर में और आर्मेचर स्टेटर में हैं हम इसे इस तरह क्यों कर रहे हैं सबसे पहले इस तरह का औचित्य साबित करना होगा अन्यथा संरचना दूसरे तरीके से गोल क्यों होनी चाहिए सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग यह समझें कि जाहे क्षेत्र रोटर में रखा गया है या स्टेटर इस को काम करना चाहिए कोई समस्या नहीं है आप सभी की जरूरत है प्रवाह के परिवर्तन की दर इसलिए यह मायने नहीं रखना चाहिए जाहे मैं इसे इस तरह से या उस तरह से रखता हूं यह अनिवार्य रूप से लॉजिस्टिक्स के कारण रेटिंग्स आदि के कारण होता है आम तौर पर अधिकांश सिंक्रोनस मशीनों में कई सैकड़ों MVA की रेटिंग होती है इसलिए यदि मैं कई सैकड़ों MVA मेगा वोल्ट एम्पीयर में जा रहा हूं तो शायद मैं 500 400 MVA न्यूनतम रखने जा रहा हूं इसलिए अगर मैं 400 MVA के अल्टरनेटर के बारे में बात कर रहा हूं तो हमें 11 किलो वोल्ट जनरेटिंग वोल्टेज कहना चाहिए शायद तीन चरण का स्टार जुड़ा हो इसलिए मैं वास्तव में करंट होने जा रहा है यह फेज करंट या लाइन करंट होने वाला है क्योंकि यह स्टार कनेक्टेड है फेज और लाइन करंट समान हैं तो यह I लाइन होगी तो यह निश्चित रूप से लगभग 2500 एम्पीयर या कुछ के करीब होगा मुझे काफी बड़ा मूल्य प्राप्त होना चाहिए जैसा कि यह है अगर यह कुछ 2500 एम्पीयर है और अगर संयोग से रोटर में आर्मेचर है अगर मैं स्टेटर में आर्मेचर का निर्माण करना चाहता था अब क्या होने वाला है रोटर में निर्णय लेने के लिए मेरे पास तीन चरण की वाइंडिंग होगी और वाइंडिंग को बाहर लाया जाएगा और मुझे 3 स्लिप रिंग लगाने होंगे तो मुझे इसे यहाँ से जोड़ना है यहाँ अगला यहाँ अगले 3 स्लिप रिंग को तीन चरणों से जोड़ा जाएगा हो सकता है मुझे न्यूट्रॅल को भी बाहर लाना होगा बहुत बार मुझे न्यूट्रॅल को बाहर लाना पड़ सकता है क्योंकि न्यूट्रॅल सामान्य रूप से जमीन पर होगा और मशीन का शरीर भी जमीन से जुड़ा होगा इसलिए मशीन के शरीर को छूने पर मुझे कोई झटका नहीं लगता है किसी भी संयोग से ये सभी जमीन पोटेन्शियल पर होंगे कहीं भी कोई तैरता हुआ मूल्य नहीं होगा इसलिए मुझे न्यूट्रॅल को भी लाना होगा जो 4 स्लिप रिंग के अनुरूप होगा इसलिए मुझे सभी 4 स्लिप रिंगों को पहले लाना होगा और हर स्लिप रिंग में ब्रश की व्यवस्था होगी और ब्रश से मुझे करंट को बाहरी दुनिया में इकट्ठा करना होगा तो आप मूल रूप से स्लिप रिंग के माध्यम से जुड़े ब्रश को वापस वाइंडिंग में ले जा रहे हैं तो एक चलता संपर्क होगा ब्रश स्लिप रिंग के शीर्ष पर संपर्क बनाने जा रहे हैं स्लिप रिंग रोटर वाइंडिंग के साथ घूम रही है और प्रत्येक चरण से 2500 एम्पीयर करंट इकट्ठा करना है और इसके अलावा न्यूट्रॅल में यह भी निर्भर हो सकता है कि लोड संतुलित है या थोड़ा असंतुलित है तो 4 स्लिप रिंग 4 ब्रश के साथ साथ मूविंग कॉन्टैक्ट स्पार्किंग के लिए एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता है इसलिए निर्माण बहुत अधिक कठोर और बोझिल हो जाता है जब मैं वास्तव में स्लिप रिंग और ब्रश की व्यवस्था के माध्यम से बाहरी दुनिया में लाए जा रहे सभी 4 कंडक्टरों को देख रहा हूं यह आमतौर पर एक बहुत अच्छी बात नहीं है खासकर यह देखते हुए कि क्षेत्र में आर्मेचर की रेटिंग में केवल 1 प्रतिशत या उससे कम होने वाला है इसलिए यदि आर्मेचर 400 MVA का हो तो मेरे पास केवल 4 मेगावाट या उससे भी कम क्षेत्र हो सकता है इससे अधिक बिजली रेटिंग नहीं होगी जिसका अर्थ है धाराओं और वोल्टेज क्षेत्र में सब कुछ कुछ सीमित होगा इसलिए अगर मुझे फील्ड कनेक्शन को बाहर लाना है अगर यह रोटर में रहता है तो मुझे फील्ड कनेक्शन को बाहर लाना होगा और जब मैं फिर से फ़ील्ड कनेक्शन बाहर लाऊंगा तो यह स्लिप रिंग और ब्रश के माध्यम से आएगा अगर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं जो रोटर में बैठे है लेकिन वह ब्रश लोअर करंट ले जाएगा और इसे लो पावर के लिए रेट किया जाएगा और मुझे सभी संभावनाओं में केवल 2 ब्रश लाने होंगे क्योंकि यह केवल डीसी है मुझे केवल प्लस और माइनस की आवश्यकता होगी इससे ज्यादा कुछ नहीं अगर मैं 2 पोल या 4 पोल या जो भी हो के बारे में बात कर रहा हूं तो सभी विंडिंग्स मूल रूप से श्रृंखला में वुन्ड होंगे ये सभी एक ही करंट को ले जाने वाले हैं इसलिए मुझे रोटर से क्या चाहिए अगर मैं कहूं कि यह रोटर में अनिवार्य रूप से आर्मेचर है जबकि अगर मैं रोटर में फील्ड करने जा रहा हूं तो मेरे पास मूल रूप से फील्ड वाइंडिंग होगी जो शायद डीसी वाइंडिंग है और मैं केवल इन 2 को बाहर लाने जा रहा हूं और फिर मैं उन्हें स्लिप रिंग से कनेक्ट करने जा रहा हूं तो यह स्लिप रिंग से जुड़ा है यह भी दूसरी स्लिप रिंग से जुड़ा है और मेरे पास 2 ब्रश होंगे एक ब्रश यहाँ और एक ब्रश यहाँ मैं आपको बता रहा हूं कि स्टेटर में आर्मेचर क्यों होना चाहिएइसलिए मैं इतना औचित्य दे रहा हूं डीसी मशीन में स्टेटर में फ़ील्ड रोटर में आर्मेचर है लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ ठीक इसके विपरीत होने जा रहा है यह इसके विपरीत क्यों है मैं एक औचित्य देने की कोशिश कर रहा हूं अन्यथा हम इसका निर्माण उसी तरह कर सकते थे जैसे डीसी मशीन वास्तव में हमारी प्रयोगशाला में कई मशीनें इस प्रकार हैं हम स्टेटर में फ़ील्ड और रोटर में आर्मेचर रखने जा रहे हैं तो हमारे पास दूसरा रास्ता भी हो सकता है यह भी काम करेगा लेकिन यह बहुत बहुत बोझिल होगा तो जब रोटर में होना है तो निर्माण आसान नहीं है जबकि यहाँ रोटर में फ़ील्ड बेहतर होगी रेटिंग कम होने के कारण टर्मिनल केवल 2 हैं और धाराएँ छोटी हैं इसलिए स्पष्ट रूप से रोटर में फ़ील्ड निर्माण संबंधी विवरण के संदर्भ में बेहतर काम करता है तो यही कारण है कि अल्टरनेटर में सामान्य रूप से हमेशा रोटर में क्षेत्र बैठे होते हैं और आप वास्तव में स्टेटर में बैठे अपने आर्मेचर के लिए जा रहे हैं अब हमने कम से कम निर्माण को मूल रूप से देखा है एक जनरेटर के रूप में और एक मोटर के रूप में इस ऑपरेशन को देखने की कोशिश करें हमने कहा कि प्रति सेकंड क्रांतियां होने जा रही हैं या मैं कहूंगा कि प्रति सेकंड क्रांतियां हैं या मैं कह सकता हूं तो प्रति मिनट क्रांतियाँ है यह तुल्यकालिक गति है जो हम बात कर रहे थे यहां तक कि इंडक्शन मशीन के मामले में भी यह समकालिक गति है जहां p ध्रुवों की संख्या है ध्रुवों के जोड़े नहीं हैं इसलिए अगर वास्तव में मेरे पास एक जनरेटर के रूप में काम करने वाली मशीन है मेरे पास एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है जो वास्तव में या तो स्थायी चुंबक की मदद से बनाया गया है या रोटर वाइंडिंग के माध्यम से करंट प्रवाहित होने के कारण है मैं एक 2 पोल मशीन दिखा रहा हूं और मेरे पास A चरण B चरण और C चरण घुमावदार हैं जो यहां बैठे हैं और शायद चुंबक को इस दिशा में घुमाया जाता है तो मैं इसे AAl B Bl और C C1 कह रहा हूं इसलिए मैं आवश्यक रूप से बनाए गए वोल्टेज को एक दूसरे से 120 डिग्री तक स्थानांतरित कर रहा हूं वे स्वतंत्र वाइंडिंग हैं इसलिए मैं अपनी आवश्यकता के अनुसार उन्हें स्टार या डेल्टा से जोड़ सकता हूं अधिकांश अल्टरनेटर विशेष रूप से बड़ी क्षमता वाले अल्टरनेटर स्टार में जुड़े हुए हैं आम तौर पर अधिकांश अल्टरनेटर स्टार में जुड़े होंगे और न्यूट्रल ग्राउंडेड होंगे इसलिए हमें कोई झटका नहीं लगने वाला है क्योंकि आप मशीन के शरीर को भी ग्राउंडेड करने जा रहे हैं इसलिए अगर कोई इसे छूता है तो कोई फ्लोटिंग वोल्टेज नहीं होगा या कहीं भी कुछ भी नहीं आ रहा होगा तो आप निश्चित रूप से मशीन को छू सकते हैं तो यह तरीका आम तौर पर काम करने जा रहा है जिस क्षण मैं चुंबक को घुमाना शुरू करता हूं तो प्रेरित EMF प्राप्त होने लगता है लेकिन यह एक अलग आवृत्ति पर होगा अगर गति अलग है गति को ठीक 3000 आरपीएम होना चाहिए अगर यह 50 हर्ट्ज प्राप्त करने के लिए मेरे लिए 2 पोल मशीन है और आखिरकार सभी पावर स्टेशन हमारी पावर ग्रिड से जुड़े होने जा रहे हैं जो 50 हर्ट्ज से मेल खाती है इसलिए हमारे पास आवृत्ति में कोई भिन्नता नहीं हो सकती है उन सभी को पूरी तरह से सिंक्रनाइज़ किया जाना है सभी को एक साथ 50 हर्ट्ज पर होना चाहिए इसलिए सामान्य तौर पर सभी बिजली घरों में प्राइम ओवर के लिए स्प्रेन को बहुत ही नियंत्रित किया जाता है हम एक तुल्यकालिक मोटर को देखने की कोशिश करते हैं तुल्यकालिक मोटर के मामले में मैं मूल रूप से एक ही संरचना करने जा रहा हूं मेरे पास शायद उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हैं यह रोटर है इसलिए अगर मैं यहां रोटर रखने जा रहा हूं और मेरे पास यहां तीन चरण घुमावदार हैं तो एक प्रेरण मशीन के मामले के विपरीत यहां तीन चरण घुमावदार होना चाहिए सिंक्रोनस मशीन के मामले में मैं स्टेटर को तीन चरण उत्तेजना और रोटर को डीसी उत्तेजना देने जा रहा हूं इसलिए मैंने स्टेटर के साथ साथ रोटर वाइंडिंग दोनों को उत्साहित किया है अब स्टेटर को दिए गए तीन चरण उत्तेजना एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे हमने पहले ही इस बारे में बात की थी जब हम इंडक्शन मशीन के बारे में बात कर रहे थे तो अब यह घूमता चुंबकीय क्षेत्र बनाता है यदि मैं 50 हर्ट्ज दे रहा हूं तो यह घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र 3000 आरपीएम पर घूमेगा अगर मैं 50 हर्ट्ज दे रहा हूं तो यह 1500 आरपीएम पर घूमेगा लेकिन यह 4 ध्रुव आदि के लिए घाव है तो अगर यह बहुत तेज गति से घूम रहा है लेकिन रोटर सिर्फ नीचे बैठा है यह शुरू भी नहीं हुआ है रोटर को चुंबकीय क्षेत्र को घुमाने वाले स्टेटर के साथ पकड़ना होता है जिसे वह तुरंत नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें निश्चित जड़ता है यह शून्य गति पर है इसलिए मैं करने जा रहा हूं हो सकता है कि मैंने निश्चित मात्रा में टॉर्क उत्पन्न किया हो हो सकता है कि लोड टॉर्क छोटा हो या अगर यह नो लोड की स्थिति है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन फिर भी एक विशिष्ट दर है जिस पर गति बढ़ जाएगी यह तुरंत 0 आरपीएम से 1500 आरपीएम तक बढ़ने वाला नहीं है यह संभव नहीं है तो क्या होने जा रहा है घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र में इस बिंदु पर शायद एक उत्तरी ध्रुव यहां और दक्षिणी ध्रुव यहां है तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव इस उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को देखेंगे और यह विकर्षण करेगा तो यह किसी और दिशा में बढ़ना शुरू हो सकता है कुछ समय के भीतर मैं इस दक्षिणी ध्रुव को अचानक यहाँ तक पहुँचाने वाला हूँ और यह उत्तरी ध्रुव अचानक यहाँ पहुँच रहा है क्योंकि यह बहुत तेज गति से काम कर रहा है इसलिए यह 1500 आरपीएम पर काम कर रहा है रोटर चुंबक पकड़ना चाहता है लेकिन यह चुंबक पकड़ नहीं सकता है जो कि घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बनाया गया है क्योंकि रोटर में एक निश्चित जड़ता है तो रोटर गति के लिए तुरंत उठने में सक्षम नहीं होने वाला है जिसके कारण इसे कभी कभी प्रतिकर्षण कभी कभी आकर्षण का सामना करना पड़ेगा तो केवल एक घटती गति होगी यदि आप सभी एक समकालिक मोटर के रोटर को देखते हैं यदि आप 50 हर्ट्ज के साथ तुरंत शुरू करते हैं तो आप यह देखने जा रहे हैं कि रोटर एकदम से चुंबकीय क्षेत्र की गति को पकड़ने में सक्षम नहीं होगा जिसकी वजह से बारी बारी से केवल आकर्षण और प्रतिकर्षण ही होगा और यदि आप देखते हैं तो यह वास्तव में एक घटती गति बनाने वाला है तो तुल्यकालिक मोटर स्वाभाविक रूप से सेल्फ़ स्टार्टिंग नहीं है प्रेरण मोटर स्वाभाविक रूप से सेल्फ़ स्टार्टिंग है क्योंकि यह प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है और रोटर सर्किट में प्रेरित EMF सापेक्ष वेग पर निर्भर हो रहा है इसलिए सापेक्ष वेग का टॉर्क द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है इसलिए यह घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र के साथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है जबकि यहाँ तुल्यकालिक मोटर में दोनों रोटर और स्टेटर क्षेत्र एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं एक अर्थ में वे प्रेरित नहीं हैं यह प्रेरण के कारण नहीं है इसलिए मैं किसी तरह रोटर की गति को स्टेटर गति के साथ सिंक्रनाइज़ करने जा रहा हूं जब तक मैं शायद इसे एक धक्का दे दूं तो शुरू में कह दूं कि मैं इसे एक धक्का देता हूं और मैं इसे सिंक्रोनस स्पीड के बहुत करीब पाता हूं जो वास्तव में मैन्युअल रूप से संभव नहीं है बहुत बार हम दूसरे प्राइम मूवर की मदद से ऐसा करते हैं हम कोशिश करते हैं इसे तुल्यकालिक गति के करीब ला सके और फिर हम कहते हैं कि आप घूमते हैं घूमते हैं और घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र के साथ लॉक लगाते हैं आम तौर पर इस तरह से सिंक्रोनस मोटर को शुरू किया जाता है तो सिंक्रोनस मोटर का एक प्रमुख नकारात्मक बिंदु है यह है कि यह सेल्फ़ स्टार्टिंग नहीं है विशेष रूप से मैं 50 हर्ट्ज से शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं यदि मैं 05 हर्ट्ज से शुरू करता हूं तो फिर 1 हर्ट्ज फिर 15 2 25 अगर मैं धीमा जाता हूं तो मैंने रोटर को चुंबकीय क्षेत्र को घूमने वाले स्टेटर के साथ पकड़ने के लिए पर्याप्त समय दिया इसलिए अगर मैं एक वैरिएबल फ़्रीक्वेंसी शुरू कर रहा हूं अगर मेरे पास वैरिएबल फ़्रीक्वेंसी 025 हर्ट्ज़ 05 हर्ट्ज़ 1 हर्ट्ज़ 15 हर्ट्ज़ आदि है मैं स्टेटर रिपोर्टिंग चुंबकीय क्षेत्रों की गति के साथ रोटर को पकड़ने में सक्षम हो जाऊंगा छात्र यदि हम ध्रुवों की संख्या बढ़ाते हैं तो क्या यह शुरू करने में मदद करेगा प्रोफेसर देखो यदि आप वास्तव में ध्रुव जोड़े की संख्या को बढ़ाते हैं इसी के साथ आपने स्टेटर वाइंडिंग में पोल की संख्या भी बढ़ाई होगी क्योंकि आप हर बार चाहते हैं कि सभी पोल ठीक से लॉक हो जाएं यदि मेरे पास उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव है तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव जो घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बनाया गया है के अनुसार मेरे पास रोटर में उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होना चाहिए ताकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के साथ मेल खाएं और एक दूसरे के साथ बंद हो जाएं इसलिए आम तौर पर निश्चित रूप से सिंक्रोनस मशीन को शुरू होने में समस्या आती है खासकर जब यह मोटर के रूप में काम कर रहा हो जब तक कि मैं इसे सिंक्रोनस गति के बहुत करीब नहीं लाता और फिर इसे लॉक करने की अनुमति देता हूं तो सिंक्रोनस मोटर स्व शुरू होने वाली नहीं है तो यह सिंक्रोनस मशीन के प्रमुख नकारात्मक बिंदुओं में से एक है लेकिन निश्चित रूप से प्लस पॉइंट भी हैं मैं सबसे पहले गुणात्मक रूप से प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट मूल कार्य संचालन और उस तरह की चीजों पर चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं तब हम गणितीय विवरण समतुल्य सर्किट इत्यादि में जाएंगे अब अगर मैं वास्तव में सिंक्रोनस मशीन को देखता हूं तो कृपया यह समझ लें कि मैं विशेष रूप से मोटर में उत्तेजना दे रहा हूं उत्तेजना स्टेटर से प्रदान की जाती है रोटर से उत्तेजना दोनों तरफ प्रदान की गई तो मैं कहूंगा कि सिंक्रोनस मोटर एक दोगुनी उत्साहित मशीन है यह अकेले उत्साहित नहीं है तो यह स्टेटर से उत्साहित होने के साथ साथ रोटर से भी उत्साहित है मैं स्टेटर से उत्तेजना देता हूं जो तीन चरण है मैं रोटर से उत्तेजना देता हूं जो DC है इसलिए मैं दोनों मामलों में उत्तेजना देने जा रहा हूं तो हवा के अंतराल में समग्र फ्लक्स या हवा के अंतराल में चुंबकत्वस्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स के परिणामस्वरूप होता है तो इसे निश्चित रूप से यहाँ आर्मेचर प्रतिक्रिया कहा जाता है यहाँ आर्मेचर प्रतिक्रिया DC मशीन में जो हम देखते हैं उससे कहीं अधिक जटिल है क्योंकि यह एक फेजर है इसलिए हमें वास्तव में स्टेटर रोटर MMF या स्टेटर रोटर फ्लक्स के परिणामस्वरूप एयर गैप MMF या एयर गैप फ्लक्स को देखना होगा अब यह फ्लक्स जब वे एक दूसरे के साथ संरेखित कर रहे हैं तो वह वास्तव में मेरा समग्र टॉर्क बनाता है जब वे एक दूसरे के साथ संरेखित करने की कोशिश कर रहे हैं तो वही है जो मेरी मशीन में टॉर्क पैदा कर रहा है इसलिए मैं शायद मूल रूप से स्टेटर से खींची गई करंट की कुछ मात्रा रोटर से दी गई उत्तेजना की कुछ मात्रा लेने जा रहा हूं और मैं अंततः रोटर फ्लक्स और शायद स्टेटर करंट के बीच परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होने वाले टॉर्क को देखने जा रहा हूं अगर मैं रोटर से पर्याप्त मात्रा में फ्लक्स देता हूं तो स्टेटर समग्र टॉर्क का उत्पादन करने के लिए बहुत कम करंट खींच सकता है जो करंट मूल रूप से वास्तविक शक्ति का उत्पादन करने की दिशा में जा सकता है क्योंकि फ्लक्स और स्टेटर करंट दोनों टॉर्क का उत्पादन करने के लिए परस्पर क्रिया करते हैं यदि मैं रोटर से पर्याप्त मात्रा में फ्लक्स प्रदान नहीं करता हूं तो स्टेटर से अधिक मात्रा में करंट प्रवाहित करके अधिक से अधिक मात्रा में फ्लक्स का उत्पादन करना पड़ सकता है जो टॉर्क के उत्पादनसाथ ही साथ फ्लक्स में कोई कमी के लिए होगा तो यह वास्तव में करंट खींचगा अगर फ्लक्स रोटर की ओर से पर्याप्त नहीं है तो यह समग्र प्रवाह में कमी के मेक अप के लिए स्टेटर की ओर से प्रतिक्रियाशील करंट की कुछ मात्रा को खींच सकता है अगर मैं डीसी करंट की अत्यधिक मात्रा प्रदान करता हूं और हवा के अंतर में अत्यधिक मात्रा में प्रवाह पैदा करता हूं मैं देख सकता हूं कि कुछ मात्रा में प्रतिक्रियाशील शक्ति वास्तव में स्टेटर की ओर से आपूर्ति की ओर वापस आ जाती है तो मैं इसे इस तरह देख रहा हूं कुल प्रवाह की जरूरत है मैं इसे Φneeded कहूंगा अगर मैं रोटर उत्तेजना प्रदान करने के लिए जा रहा हूँ तब स्टेटर को एयर गैप फ्लक्स या परिणामी फ्लक्स में किसी भी घटक को प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है इस स्थिति में स्टेटर वास्तव में किसी भी प्रतिक्रियाशील धारा को बिल्कुल भी नहीं खींच सकता है यह सिर्फ करंट खींच सकता है जो कि टॉर्क का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त है जबकि अगर मैं रोटर एक्साइटमेंट कम कर रहा हूं तो यह Φneededसे कम है इस मामले में स्टेटर की तरफ से रिएक्टिव करंट की कुछ मात्रा खींचने के लिए निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता होगी जो वास्तव में प्रवाह में कमी के लिए बनेगा अब यह प्रतिक्रियाशील धारा खींचने जा रहा है जिसका अर्थ है कि स्टेटर का पावर फैक्टर वास्तव में पिछड़ने वाला है जबकि रोटर एक्साइटमेंट Φneeded से अधिक है होने पर मुझे फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी कृपया समझें जब तक कि मेरे पास प्रवाह की एक निश्चित मात्रा न हो मैं टॉर्क का उत्पादन करने में सक्षम नहीं होगा क्योंकि संरेखण प्रक्रिया में भी परिमाण बहुत अधिक शामिल है यह न केवल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है इसमें कुछ परिमाण होने चाहिए जब तक कि इसमें पर्याप्त परिमाण न हो मैं रोटर को खींचने में सक्षम नहीं हूं रोटर का कुछ वजन है यह भारहीन नहीं है तो मुझे निश्चित रूप से फ्लक्स की विशेष ताकत स्टेटर की ओर से करंट की विशेष ताकत की आवश्यकता होगी जो सभी एक साथ केवल एक टॉर्क विकसित करेगा इसलिए मेरे पास इस बात पर निर्भर करेगा कि उत्तेजना कितनी है उत्तेजना अधिक है प्रतिक्रियाशील शक्ति के कुछ हिस्से को तीन चरण पर वापस लौटा दिया जाएगा जिसका मतलब है कि यह कैपेसिटर की तरह काम करने वाला है यहाँ यह पावर फैक्टर पिछड़ जाएगा जबकि यहाँ मैं अग्रणी पावर फैक्टर रखने जा रहा हूँ तो जिसका अर्थ है कि मैं इस कार्य को एक इंडक्टर के रूप में करने जा रहा हूं जबकि यहां मैं इस कार्य को एक कैपेसिटर के रूप में करने जा रहा हूं जो वास्तव में मुझे बताता है कि डीसी उत्तेजना को समायोजित करके मैं एक तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर साइड पर पावर फैक्टर को नियंत्रित करने में सक्षम होऊंगा तो डीसी उत्तेजना वास्तव में मुझे एक तुल्यकालिक मशीन के स्टेटर साइड के पावर फैक्टर को समायोजित करने की अनुमति देने जा रही है इसके विपरीत एक इंडक्शन मशीन के मामले में मेरे पास जो था एक इंडक्शन मशीन में चाहे मुझे मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता हो मैग्नेटाइजिंग करंट या फ्लक्स का कोई अन्य स्रोत नहीं है स्टेटर मैग्नेटाइजिंग करंट खींचता है स्टेटर रोटर करंट की आपूर्ति भी कर रहा है इस विशेष मामले में यह काम करता है हालांकि रोटर करंट घटक वास्तव में आर्मेचर तीन चरण आपूर्ति से खींचा गया है और जो मेरा रोटर पक्ष है जो वास्तव में क्षेत्र है द्वारा चुंबकिंग धारा प्रदान की जाती है तो क्षेत्र प्रवाह घटक प्रदान कर रहा है और स्टेटर एक प्रेरण मोटर में रोटर करंट घटकों के समान कुछ प्रदान कर रहा है इसलिए दोनों एक साथ मिलकर टॉर्क उत्पादन के लिए तैयार हो जाते हैं इसलिए अगर मैं रोटर की ओर से पर्याप्त प्रवाह प्रदान नहीं करता हूं तो मुझे इसे स्टेटर की तरफ से पूरक करना होगा जो एक चुंबकिंग धारा की तरह हो जाता है इसलिए जिसकी वजह से मेरा पावर फैक्टर पिछड़ता जा रहा है यदि मैं अत्यधिक मात्रा में फ्लक्स प्रदान करता हूं तो मुझे एक अर्थ में मैग्नेटाइजिंग करंट के कुछ हिस्से को वापस करना पड़ सकता है जिसका मतलब है कि यह कैपेसिटर की तरह काम करने वाला है अगर मैं फ्लक्स की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता हूं पावर फैक्टर 1 होने जा रहा है इसलिए सिंक्रोनस मशीन में यह सबसे बड़ा लचीलापन है जो किसी अन्य AC मशीन में नहीं है जो मुझे उत्तेजना को समायोजित करके पावर फैक्टर को समायोजित करने की अनुमति देगा इसलिए जब समकालिक मोटर एक कारखाने में था इसमें प्रेरण मोटरों की संख्या N होती है सभी प्रेरण मोटर पावर फैक्टर को नीचे खींच लेगा वे सभी इंडक्टिव धारा खींचने जा रहे हैं मैं एक सिंक्रोनस मोटर लगा सकता हूं जो संभवत अग्रणी धारा खींचेगी तो लैगिंग और लीडिंग धारा अनिवार्य रूप से एक दूसरे को रद्द कर देगा जिसके कारण मुझे अंततः पावर फैक्टर 1 मिल सकता है इसलिए मेरी सिंक्रोनस मोटर जब मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूं जो इंडक्शन मोटर्स से प्रेरित होती है तो मैं इंडक्शन मोटर द्वारा खींची जा रही किसी भी प्रतिक्रियाशील धारा को शून्य करने में सक्षम होऊंगा बशर्ते कि मैं एक सिंक्रोनस मोटर लगाऊं जिसमें अतिरिक्त उत्तेजना हो जब मैं प्रतिक्रियाशील शक्ति प्रदान करने के लिए एक तुल्यकालिक मोटर का उपयोग करता हूं तो हम इसे समकालिक कंडेनसर कह सकते हैं कंडेनसर कैपेसिटर के लिए एक शब्द है पुराने दिनों में हम उन्हें कंडेनसर कहते थे हम उन्हें कभी कैपेसिटर नहीं कहते थे इसलिए जब भी मैं सिंक्रोनस मोटर का एक लीडिंग पावर फैक्टर ऑपरेशन करने जा रहा हूँ तो यह एक सिंक्रोनस कंडेनसर के रूप में काम कर सकता है जो कि किसी भी अन्य इंडक्शन मशीन द्वारा खींची गई किसी भी प्रतिक्रियाशील शक्ति की भरपाई करेगा इत्यादि या मेरे कारखाने में कोई और इंडक्टर तो यह सिंक्रोनस मशीन के सबसे बड़े लाभों में से एक है हमने नुकसान के बारे में बात की थी इसलिए मैं आपको लाभ के बारे में भी बताना चाहता था समकालिक मशीन के इस विशेष गुण के कारण जो एकता पावर फैक्टर पर काम कर सकती है मूल रूप से एक इंडक्शन मशीन के समान शक्ति प्रदान करने के लिए समान क्षमता के एक तुल्यकालिक मशीन द्वारा खींचा करंट कम हो सकता है क्योंकि इंडक्शन मशीन है पावर फैक्टर अधिक से अधिक केवल 08 या 085 हो सकता है इसलिए अगर मैं दो मशीनों के प्रेरण और तुल्यकालिक दोनों 1 मेगावाट की क्षमता के बारे में बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि 1 मेगावाट सिंक्रोनस मशीन और 1 मेगावॉट इंडक्शन मशीन अगर मैं खींची गई धारा को देखता हूं मुझे लगता है कि वे 11 किलो वोल्ट पर काम कर रहे हैं जहां पावर फैक्टर जो सिंक्रोनस मशीन के मामले में 1 के अनुरूप होगा यदि मैं चाहता हूं तो मैं इसे बनाता हूं 1 जबकि प्रेरण मशीन के मामले में मैं बहुत स्पष्ट रूप से जा रहा हूं यहां पावर फैक्टर 08 या 085 हो सकता है कृपया ध्यान दें बहुत स्पष्ट रूप से प्रेरण मशीन तुल्यकालिक मशीन की तुलना में एक उच्च धारा खींचने जा रही है इसलिए जब भी मैं उसी रेटिंग की सिंक्रोनस मशीन को काम पर लगाता हूं मैं कंडक्टर लगा सकता हूं जो इंडक्शन मशीन की तुलना में पतले होते हैं मैं यह भी कह सकता हूं कि मैं पूरे केबल संपूर्ण वितरण प्रणाली के माध्यम से उच्चतर धारा में डाल रहा हूं सभी संभावना में शायद अधिक नुकसान होने जा रहा है इसलिए इंडक्शन मशीन पावर फैक्टर के कारण दक्षता में काफी कमी लाएगी जबकि सिंक्रोनस मशीनें इस कारण बेहतर दक्षता हासिल कर सकेंगी कि खींची गई करंट कुछ कम है इसलिए हम आम तौर पर यह देखने जा रहे हैं कि जहां भी बहुत बड़ी क्षमता के अनुप्रयोगों के बारे में बात की जाती है जहां मैं दक्षता के बारे में बेहद चिंतित हूं आमतौर पर सिंक्रोनस मशीनें पहली पसंद होती हैं लेकिन अगर मैं दक्षता के बारे में बहुत परवाह नहीं करता हूं लेकिन मैं शुरुआती स्थापना लागत के बारे में चिंतित हूं तो मैं इंडक्शन मशीन को नियुक्त करूंगा तो अगर मैं वास्तव में प्रेरण मशीनों की लागत और तुल्यकालिक मशीनों की लागत को देखता हूं प्रेरण मशीन की लागत आम तौर पर 1 hp लागत रु 1000 पर मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप बाजार में 1 hp मशीन को रु 1000 पर खरीद सकेंगे मैं कह रहा हूँ कि अगर यह 50 hp मशीन है तो लगभग रु 50000 यदि यह 30 hp मशीन है तो यह लगभग रु 30000 है जबकि एक सिंक्रोनस मशीन के लिए अगर मैं 30 hp सिंक्रोनस मोटर की बात कर रहा हूं तो यह लगभग 12 लाख या 125 लाख से अधिक होगी तो यह वास्तव में महंगा होने जा रहा है इसलिए सिंक्रोनस मशीन आमतौर पर अगर मैं 30 hp मशीन की बात करता हूं मैं इसे केवल 1 लाख रुपये से अधिक में लेने जा रहा हूं इसलिए इंडक्शन मशीन की तुलना में यह बहुत महंगा है इसलिए अगर मैं अपने कारखाने में मशीनें स्थापित करने जा रहा हूं मुझे कई चीजों को देखना होगा मुझे शुरुआती लागत को देखना होगा मुझे परिचालन लागत को देखना होगा मुझे यह देखना होगा कि क्या वे रखरखाव के बिना चलेंगे इसलिए ये दोनों मशीनें आम तौर पर कई मामलों में कठिन प्रतियोगी हैं क्योंकि दक्षता वास्तव में बेहतर है लेकिन हमेशा के लिए तुल्यकालिक मोटर्स का उपयोग केवल निरंतर गति अनुप्रयोग में किया जाता है क्योंकि मेरे पास केवल 50 हर्ट्ज हैं अगर मेरे पास 2 पोल मशीन है तो यह 3000 आरपीएम पर चलने वाली है या बिल्कुल नहीं चल रही है अगर इसे 1500 आरपीएम पर चलाना है तो इसे 4 पोल मशीन होना चाहिए यह 1500 आरपीएम पर चलेगा या बिल्कुल नहीं चलेगा मैं एक तुल्यकालिक मशीन के मामले में बहुत आसानी से गति में भिन्नता प्राप्त नहीं कर पाऊंगा इसलिए अधिकांश निरंतर गति अनुप्रयोग सिंक्रोनस मशीन का उपयोग करेंगे अधिकांश चर गति अनुप्रयोग पहले डीसी मोटर्स का उपयोग कर सकते हैं और यदि इसका उपयोग किसी कारण से नहीं किया जा सकता है तो हम इंडक्शन मोटर्स पर जा सकते हैं इसलिए हम अगली कक्षा में आगे के रचनात्मक विवरणों और तकनीकी विवरणों और समीकरणों को देखते हैं